नमस्ते पिछले दो सत्रों से हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रॉ डाटा के दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है फिर यहां तुलनात्मक रूप से अधिक उपयोगी हो जाता है और इसका उपयोग अनुमानों के लिए भी किया जा सकता है हमने यह भी चर्चा की है कि हम हॉरिजॉन्टल विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन विश्लेषण करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है अनुपात विश्लेषण और बड़ी संख्यावाले अनुपातों की गणना विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है हमारे शुरुआती सत्रों में हमने तरलता अनुपात पर चर्चा शुरू की थी फिर पूंजी संरचना के साथ साथ हमने क्रियाशीलता अनुपात पर भी चर्चा की है क्या आपको याद है तरलता अनुपात क्या है इन्हें कार्यशील पूंजी अनुपात के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह आपको व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन हेतु धन की उपलब्धता के बारे में बताते हैं तो अनुपातों की श्रेणी में महत्वपूर्ण अनुपात कौन सा है पहले चल अनुपात शायद सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है और बहुत से उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है जहां हम तुलना करते हैं चल संपत्ति की चल देयताओं से इसलिए दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कर्ज देने का निर्णय लेने के लिए अक्सर आपूर्तिकर्ता ग्राहक के चल अनुपात को देखता है कि क्या ग्राहक उस कर्ज को चुकाने में सक्षम होगा

क्या आपको याद है

या प्रतिदिन बदलेगा